अमीनो एसिड्स की फ्रीक्वेंसी को 3 तरह से प्राप्त किया जा सकता है यह तीन अलग अलग कौन से तरीके हैं जिनसे फ्रीक्वेंसी प्राप्त की जा सकती है छात्र अनवेटेड फ्रीक्वेंसी वेटेड फ्रिकवेंसी इंडिपेंडेंट अकाउंट इन फ्रिकवेंसीज के मिलने पर हमें इन्हें स्कोर के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास यह सीक्वेंस और यह पोजीशन हो तो G की फ्रीक्वेंसी पोजीशन नंबर60 पर क्या होगी छात्र 1010 तो यह एक के बराबर होगी तो हम इस पोजीशन को लेंगे पोजीशन नंबर 9 पर T की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी छात्र 7 बार टी होगा छात्र alanine glycine और serine एक बार होगा अब हम इन फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे जैसे therionine पोजीशन 9पर है तो 7 10 07होगा alanine नंबर 9 में है तो01होगा ग्लाइसिन की पोजीशन 1 9 इसकी फ्रीक्वेंसी 01 होगी serine की पोजीशन 9 और फ्रीक्वेंसी 01 होगी तो अब हम फ्रीक्वेंसी को स्कोर मेंपरिवर्तित करेंगे तो पहले हम एंट्रॉफी पर आधारित इसको देखेंगे यहां यदि आप किसी पोजीशन I पर फ्रीक्वेंसी देखें तो सिंगल अमीनो एसिड किसी विशेष पोजीशन को रखता है तो आपकोfa 1प्राप्त होगा और यदि यह दूसरा एमिनो एसिड रेसिड्यूfaहो तो यह परिवर्तन प्रत्येक अमीनो एसिड रेसिड्यू के उपस्थिति के नंबर पर निर्भर करेगा यदि यह रैंडमली फैले हो तो फ्रीक्वेंसी 005 होगी दूसरी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी के लॉग्र्रिदम से गुणा कर कंजर्वेशन स्कोर निकाला जाता है जो एंट्रॉफी मेथड पर आधारित होता है यह अमीनो एसिड कंपोजीशन या अमीनो एसिड समानता पर आधारित नहीं होता क्योंकि हम यहां पर इस आधार पर कार्य नहीं करते यदि अमीनो एसिड की समानता7 2 2 है तो तीन अलग अलग अमीनो एसिड इस पोजीशन पर होंगे यह आवश्यक नहीं है की7 alanine हो या 7 tryptophane हो यदि हम अमीनो एसिड को महत्व ना दें तो दूसरी विधि वेरिएंट आधारित विधि है तो यहां पर अमीनो एसिड की फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखा जाए और एक अमीनो एसिड यदि अलग अलग पोजीशन पर हो उदाहरण के तौर पर यदि सीक्वेंस मैं समान अमीनो एसिड अलग पोजीशन पर हों जैसे यदि हम यहां ग्लाइसिन देखें तो यदि यह दो जगह दिखाई दे रहा है और कुछ केसेस में यह हाईली कंजर्व्ड है और कुछ केस में यह वेरिएबल रेसिड्यू है अब दूसरे रेसिड्यू को भी देखें यह कहां तक वेरिएबल है तो यहां यह कंपेयर किया जा सकता है कि ग्लाइसिन कहां कहां है और समान रेसिड्यू का प्रोपोशन क्या है इनको स्कोर कैलकुलेट करते समय विशेष ध्यान दिया जाता है अबfa समीकरण में यह अमीनो एसिड फ्रिकवेंसी है इसे एलाइनमेंट में लिया जाता है पूरी फ्रीक्वेंसी fa है और यहां अमीनो एसिडa का एलाइनमेंट बता रहा है तो अब इसे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर कंपेयर किया जा सकता है औरfa fa इक्वेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है अब स्क्वायर लेकर अंत में pair का ओवरऑल summation लेकर वर्गमूलस्क्वैर रुट निकाला जाता है जिससे कंजर्वेशन स्कोर या तो वेटेड या अनवेटेड मेथड से निकाल लिया जाता है तो na divided by sigma n of i where i 1 to l या यह एलाइंड पोजीशन का नंबर है यह अनवेटेड के लिए है यदि आप वेटेड के लिए जाते हैं तो यहां वेटेजdelta aki होगा इसे आप एक या जीरो के बराबर मानेंगे तो यहां संपूर्ण अमीनो एसिड फ्रीक्वेंसी दी गई है जो अलग अलग फैमिली में अलग अलग है यदि आप इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं और इन्हें एकत्रित करना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रोटीन फैमिली को महत्व देना पड़ेगा अब आप हाईली कंजर्व्ड को दूसरे के साथ तुलना कर सकते हैं यहां कुछ विधियां दी गई है यदि आपके पास यह सीक्वेंसेस हैं आपfa and fbको एलाइन करें तो आपको एलाइन रेसिड्यूज के आधार पर स्कोरिंग मैट्रिक्स मिल जाएगा अब हमें तो स्कोरिंग मेट्रिक PAM औरBLOSUM के बारे में मालूम है तो हम a b नंबर का उपयोग करेंगे यहां a 1 to 20 और b भी 1 to 20 है तो हम किसी भी स्कोरिंग मेट्रिक का उपयोग कर इन ए लाइन पोजीशन को महत्व देकर स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह अमीनो एसिड टाइप को ध्यान में रखते हुए हम हाई स्कोर देख लेते हैं यदि यह पोजीशन समान अमीनो एसिड के द्वारा ली जाती है तो हाई स्कोर होगा यदि अलग अलग अमीनो एसिड जैसे लाइसीन और अर्जिनिन हो तो स्कोर कम होगा अब हम देखते हैं कि वैल्यू को कैसे प्राप्त किया जाता है उदाहरण के तौर पर I दो अलग अलग पोजीशन देता है पोजीशन नंबर 3 पर leucine है यह मैं तीन नंबर पोजीशन लेने पर क्या सीक्वेंस होगा दिखाता हूं यहां क्या फ्रीक्वेंसी होगी छात्र 1010 यह पूरी तरह से leucine के द्वारा ली गई होगी और पोजीशन नंबर सिक्स पर alanine होगा यह 8 बार उपस्थित होगा Student D 1 time D 1 time E 1 time छात्र D औरE एक बार है तो अब फ्रीक्वेंसी मिलेगी f 08 f 01 and f 01 तो यदि हम पोजीशन नंबर 3 देखें a को केवल leucine ले सकता है और इसका प्रेफरेंस 10 10 होगा जो एक के बराबर है अब हम यदि इस फ्रीक्वेंसी को स्कोर मैं परिवर्तित करें तो यदि एंट्रॉफी बेस्ट मेथड ली जाए तो c is score 1 ln 0 यदि आप पोजीशन नंबर 6 देखें तो समीकरण होगा f ln f right i varies from i 1 to 20 तो यदि केवल 3 अमीनो एसिड हो तो क्योंकि तीन रेसिड्यू है तो रेसिड्यू वन 081 फिर 01 और 01 होगा तो दूसरा कंजर्वेशन स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं यह इक्वेशन है और यदि यह इक्वेशन 08 ln 08 01 ln01 and 01 ln01 है तो 08 की लॉ गरिदमिक वैल्यू देखकर नंबर को सब्सीट्यूट करने 0 68 प्राप्त होता है पर हमें 20 अमीनो एसिड्स यदि रैंडमली डिस्ट्रिब्यूटेड हो का कंजर्वेशन स्कोर क्या प्राप्त होगा Student 005 Student 20 times छात्र 005 यह एक अमीनो एसिड के लिए होगा यदि इससे 20 बार देखें तो यह क्या प्राप्त होगा 20 बार के लिए इसे हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 005 का लोगरिथमिक क्या होगा यहां हम नंबर लेकर उसे 005 से मल्टीप्लाई कर और 20 से डिवाइड कर नंबर प्राप्त करेंगे उदाहरण के तौर पर यदि इन दो वैल्यू को कंपेयर करें जैसे यह जीरो और यह 0 638 है तो इसे कैसे कंजर्व करेंगे छात्र0 यदि यह कंजर्व है क्योंकि यदि आप देखें की सभी पोजीशन एक ही रेसिड्यू के द्वारा ली गई है तो आप0 प्राप्त करेंगे किंतु देखें कि यह नेगेटिव वैल्यू है यह बहुत ज्यादा वेरिएबल होगी तथा यह कम होगी क्योंकि हमें बहुत सारी नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही हैं अब हम इन नंबर को नार्मल आइस करेंगे यहां हमें मैक्सिमम नंबर जीरो के लिए और मिनिमम नंबर भी प्राप्त हो जाते हैं तो अब आप इक्वेशन का उपयोग कर नॉर्मल करेंगे जैसे i कुछ पोजीशन मेंC के बराबर है इस पर्टिकुलर रेसिड्यू को कंजर्व करने के लिए C minus mean of C that is C' this equal to summation C n the i 1 to n ऐसी स्थिति में सीक्वेंस के नंबर एलाइन कर सिगमा देखेंगे यह स्टैंडर्ड देविएशन है इसे कैसे प्राप्त करते हैंC mean of the C right के बराबर है तो जब हम स्क्वायर से डिवाइड करते हैंतो हमें 005 प्राप्त होता है यह वर्गमूल नहीं है यहां C C averageहै इसे स्क्वायर कर n 1 से डिवाइड कर फिर स्क्वेयर रूट निकाल लेते हैं इस तरह डेविएशन प्राप्त हो जाता है तो अब हमC C average divide by sigma दे सकते हैं इसे अब नॉर्मलइस किया जा सकता है यह 1 के संदर्भ में होगा तो यदि आपको नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वॉल्यूम मिले तो यह1 के संदर्भ में होगी तो इस तरह से कंजर्वेशन स्कोर कैलकुलेट किया जा सकता है हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम उपलब्ध है जिनके द्वारा इन विधियों का उपयोग कर इसको प्राप्त किया जा सकता है इन सभी विधियों में उदाहरण के तौर पर जैसे सामान्य उपलब्ध AL 2 CO विधि एलाइनमेंट थे कंजर्वेशन समझाती है मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट CLUSTAL formatपर किया जाता है यह क्या है छात्र पहचान कर सीक्वेंस करना Refer Time 1013 पहचान कर सीक्वेंस करना अर्थात आप मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए प्रोग्राम देख इस सिंगल सीक्वेंस के लिए CLUSTAL मैं देखकर आउटपुट प्राप्त UniProt codeमैं आईडेंटिफाई कर सकते हैं यहां आपकोUniProt id मिलेगी आज यहां आप सीक्वेंस दे सकते हैं तो आप इसे एक बार देखकर कई सारी विधियां सेलेक्ट कर अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं जैसा पहले बताया था इनकी तीन विधियां होती है वेटेड अनवेटेड इंडिपेंडेंट अकाउंट इन सब के द्वारा कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त किया जा सकता है इसके लिए एंट्रॉफी बेस्ट मेथड और वेरिएंट्स बेस्ट मेथड और सम ऑफ़ पेअर विधि का उपयोग किया जाता है एक उदाहरण का वर्णन करेंगे जिसमें अनवेटेड फ्रीक्वेंसी और एंट्रॉपिक बेस्ड विधि ली गई है तो केवल वेरिफिकेशन के लिए यदि मैं अनवेटेड फ्रीक्वेंसी और एंट्रॉपिक बेस्डविधि लूं तो यह वेबसाइट है यह AL2CO विधि हैजहां पर कंजर्वेशन प्राप्त किया जा सकता है यदि हमारे पास डाटा है जिसे हम पोजीशनल कंजर्वेशन या इंडिविजुअल कंजर्वेशन के लिए एलाइनमेंट करना चाहते हैं तो हम वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग नंबर मैं वर्गीकृत कर सकते हैं तो यहां पर इनपुट एलाइनमेंट चेक किया जा सकता है और पोजीशनल कंजर्वेशन प्राप्त किया जा सकता है यदि हम पोजीशनल कंजर्वेशन के साथ जाए तो यहां पर अलग अलग एमिनो एसिड रेसिड्यू है जिनकी पोजीशन यहां पर डिसकस की गई है छात्र3 वैल्यू leucine की है हम यहां0 देखते हैं यह0 वैल्यू के बराबर है यह नंबर के साथ मैच होती है यदि हम 3देखें तो यहां जीरो के बराबर होगा अभी पोजीशन नंबर6 देखें यहalanie है इसकी वैल्यू चेक करने पर हमें 0638मिलेगा यहां इस प्रोग्राम में देखने पर हमें यह 0639 दिखाई दे रहा है अब हम पोजीशन नंबर 9 चेक करते हैं यह 0940 के बराबर है क्योंकि यह पोजीशन नंबर 6 से ज्यादा वेरिएबल है आप पोजीशन नंबर वन 3 हाईली कंजर्व है 60 कंजर्व्ड है और 6 जो की 8 11 और पोजीशन नंबर नाइन 7111 है तो इस तरह यह ज्यादा वेरिएबल है अब यदि आंसर देखें तो आप हैं कंजर्वेशन के आधार पर iडिस्ट्रिब्यूटेड देखेंगे यहां पर आप इस जीरो को अधिकतम और 6 को वेरिएबल तथा9 ज्यादा वेरिएबल देखेंगे इस तरह आप नंबर देख सकते हैं तो नॉर्मेलिस्ड नंबर लेकर इक्वेशन का उपयोग कर स्कोर औरनॉर्मेलिस्ड वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं तो यह डाटा जो वेटेड मैट्रिक्स से प्राप्त हो सकती है यदि हमने इसका उपयोग किया है यदि आप वेटेड मेथड को देखें तो यह नंबर प्राप्त होंगे यदि आप इन दो को कंपेयर करें तो आपको सीक्वेंस के समान सेट प्राप्त होंगे यदि हम10 सीक्वेंसेस ले आ यदि यह समान सीक्वेंस या समान फैमिली के सीक्वेंस हों तो आपको यहां अच्छा को रिलेशन दिखाई देगा0s 0s 09 09 06 किंतु यदि आपके पास08 हो आप वेटेड और अनवेटेड फ्रीक्वेंसी देखेंगे यदि आपके पास पूरी तरह से अलग फ्रीक्वेंसी हां तो आप प्राप्त स्कोर जिसे वेटेड फ्रीक्वेंसी से प्राप्त किया गया हैऔर अनवेटेड फ्रीक्वेंसी से प्राप्त किया गया है मैं अंतर दिखाई देता है तो अगला आस्पेक्ट यदि हम कुछ नंबर प्राप्त करें तो जैसे यहां कई नंबर000 094 063 और बहुत सारे हैं यदि हम इन्हें न्यूमेरिकल स्केल मैं परिवर्तित करते हैं क्योंकि हमें यहां सीक्वेंस प्राप्त है और प्रत्येक सीक्वेंस को कुछ नंबर देना आवश्यक है तो यदि मैं0 से9 के बीच चाहूं तो आप देखेंगे की9 हाईली कंजर्व्ड है और वेरिएबल देखने पर0 देखेंगे अब यह स्वयं सामान्य हो जाएंगे प्रत्येक सीक्वेंस पर नंबर रखे जा सकेंगे यह क्वेरी सीक्वेंस कहलाते हैं तो यदि इन क्वेरी को लो तो इस नंबर पर यह हाईली कंजर्व और कुछ दूसरे नंबर पर यह बहुत ज्यादा वेरिएबल होगा इन नंबर का उपयोग बहुत सारे प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम मैं इनपुट के रूप में किया जा सकता है जिन्हें हम अगली कक्षा में समझेंगे कंजर्वेशन स्कोर को ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियां है इस स्कोर की आवश्यकता क्यों होती है यह समझते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रूप से महत्वपूर्ण पोजीशन को समझ सकते हैं वे इसे डिफरेंट सीक्वेंसेस में मेंटेन करते हैं यदि आप इन रेसिड्यूज मैं परिवर्तन करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो अतः यह आवश्यक है की कंजर्वेशन स्कोर को कैलकुलेट कर उसे प्रेडिक्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है इसके लिए हमें किसी भी तरह की स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती केवल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन हो तो होमोलोगस सीक्वेंस को कैलकुलेट कर कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त किया जा सकता है सीक्वेंस के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना आसान होता है क्योंकि आपके पास सीक्वेंस का नंबर स्ट्रक्चर से ज्यादा होता है अभी UniProt database मैं कितने सीक्वेंस है छात्र79 तो 78 मिलियन सीक्वेंसेस इस तरह बहुत सारे सीक्वेंसेस उपलब्ध है तो यदिआपके पास होमोलोगस सीक्वेंस है तो आप कंजर्वेशन के लिए काफी सारे सीक्वेंसेस देख सकते हैं कंजर्वेशन स्कोर ज्ञात करने के लिए कम से कम कितने सीक्वेंसेस की आवश्यकता होती है छात्र दो से ज्यादा सही यदि आप तीन सीक्वेंस ले तो भी आप यह कंजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं किंतु यह रिलाएबल होगा या नहीं रिलायबल वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 100 सीक्वेंस की आवश्यकता होती है यदि हमारे पास और ज्यादा सीक्वेंस हो तो वेरी एबिलिटी देखने में आसानी होती है अब हम 10 सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे यहां हमें सेम रेसिड्यूज दिखाई दे रहे हैं यदि यह I है तो यह केवल 10 सीक्वेंसेस है और यदि यहG है तो सिक्सटी सीक्वेंस होंगे यदि इसी जगह परH हो तो 59 सीक्वेंसेस होंगे यदि हम हंड्रेड सीक्वेंस देखें तो ग्लाइसिन की प्रोबेबिलिटी सभी100 सीक्वेंस में से 10सीक्वेंस मैं होगी तो इस तरह आप अधिक सीक्वेंसेस देखेंगे जैसे 100 सीक्वेंस तो यदि ग्लाइसिन की पोजीशन6 है तो यदि डाटा सिग्निफिकेंट है तो आप कह सकते हैं की ग्लाइसिन की महत्वपूर्ण पोजीशन नंबर60पर होगी तो इस तरह कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त करने के लिए कम से कम100 सीक्वेंसेस को कैलकुलेट करना आवश्यक है तो हमनेAL2COके बारे में जाना एक और विधि जिसेConSurfकहते हैं जो आसान है यहां पर सीक्वेंस देने की आवश्यकता नहीं होती यदि स्ट्रक्चर मालूम हो केवलPDB id देखकर प्रोटीन डाटा बैंक से आईडेंटिफाई किया जा सकता है इसे हम अगली कक्षा में समझेंगे यहां हमें PDB पर सीक्विंस मैप आसानी से मिल जाता है औरUniProt database पर होमोलोगस सीक्वेंसेस मिल जाते हैं यहां मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट कर सकते हैं और इसको प्राप्त कर सकते हैंAL2CO से इनपुट प्राप्त हो जाता है छात्र मल्टीपल सीक्वेंस मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट इसमें आप अपना सीक्वेंस लेकर उसी के सामान होमोलॉग्स सीक्वेंस को प्राप्त कर एलाइनमेंट कर मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट को इनपुट के रूप में लेकर PDB id दे सकते हैं जिससे आपको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस प्राप्त हो जाएंगे अब आप होमोलोगाज सीक्वेंस प्राप्त कर उससे एलाइन कर मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं और अंत में आपको डाटा प्राप्त हो जाएगा तो यह बहुत आसान है केवल आईडी देने से यह कार्य हो सकता है किंतु इसमें कई परेशानी हो सकती हैं जैसे यदि आपकी पीडीबी आईडी या सीक्वेंस पर्याप्त नंबर में ना हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप कंजर्वेशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किंतु AL2CO मैं आपको कितने सीक्वेंस है पता चल जाता है और आप जो सीक्वेंस देते हैं उसके आधार पर रिजल्ट प्राप्त हो जाता है इस तरह अलग अलग सरवर का उपयोग रिजल्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो यदि आप यह आईडी देते हैं तो आपकोUniProt डेटाबेस से सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है इन्हें एलाइन कर देखते हैं की अलग अलग कलर प्राप्त हो रहे हैं इनके द्वारा रेसिड्यू कोआईडेंटिफाई किया जा सकता है यहां हम हाईली कंजर्व और हाइली वेरिएबल दोनों रेसिड्यूज को कलर के द्वारा देख सकते हैं हाईली कंजर्व्ड किस कलर के हैं छात्र मैजेंटा रानी कलर मैजेंटा सही यह L है और T डार्क है डार्क कलर रेसिड्यूज हाईली कंजर्व्ड है यहां आपको हाईली वेरिएबल रेसिड्यूज भी दिखाई दे रहे हैं जैसे वन leucine glutamic acid threonine aspartic acid and valineके द्वारा आरक्षित है तो यह आपको यह बताता है की अलग अलग रेसिड्यूज अलग अलग पोजीशन पर होते हैं जिनके द्वारा हमें वेरिएबल और कंजर्व्ड रेसिड्यूज के बारे में जाना जा सकता है इसके पश्चात हम टेक्स्ट फाइल बनाकर कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं यहां पर आपका सीक्वेंस है तो यदि यह PDB फाइल में एटम है और यह नॉर्मलईज इसको है और यहां कलर कोड भी दिया है तो 9 कंजर्व्ड कलर कोड और1 वेरिएबल है इस तरह1 से9 तक वेरी करेगा जैसे 9 कंजर्व्ड और1 वेरिएबल पोजीशन है जिसे सीक्वेंस में डेराइव है तो आप डाटा देख सकते हैं तो वेरी बिलिटी क्या है पहले यहlysine और दूसराlysine by lysine से है तो यह हाईली कंजर्व है और दूसरा वलीन को दूसरे रेसिड्यूजisoleucine and lysine threonine valine ऑक्यूपाई करते हैं इस तरह से तीन कलर कोड कंजर्व्ड नहीं है यह वेरिएबल है और यह lysineसे ऑक्यूपाई है यह कलर कोड 9 है और हाईली कंजर्व्ड है इस तरह हम सभी रेसिड्यूज देख सकते हैं तो वेरी एबिलिटी के आधार पर 1 से 9 तक कलर कोड है यहां हम देख सकते हैं कि कौन से कंजर्व्ड और कौन से वेरिएबल है यह 3D स्ट्रक्चर है जो बताता है कि प्रोटीन मैं रेसिड्यूज की लोकेशन क्या है और कौन से कंजर्व्ड या वेरिएबल है अब यदि आप इन जगहों को देखें जो बिल्कुल बाहर हैं वह हाईली कंजर्व्ड है और हाइड्रोफोबिक कोर को बनाते हैं जबकि अंदरूनी रेसिड्यू मुख्य रूप से हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज है तो इस तरह मुख्य रूप से अंतर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू की वैरी एबिलिटी के कारण होता है यह मुख्य रूप से हाईली कंजर्व्ड होना चाहते हैं विशेष तौर पर सतह पर तो यदि आप हाईली वेरिएबल देखें तो यह यह दूसरे रेसिड्यूज के साथ अलग तरह से इंटरेक्शन करते हैं जिससे वेरी एबिलिटी में परिवर्तन दिखाई दे सकता है यह पोलर रेसिड्यू या चार्ज रेसिड्यू भी हो सकते हैं इस तरह आप 3D स्ट्रक्चर देखकर हाईली कंजर्व्ड और वेरिएबल रीजन देख सकते हैं तो हम कंजर्वेशन देख सकते हैं पिक्चर प्राप्त कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कौन सा रेसिड्यू सीक्वेंस में वही पोजीशन रखता है यदि होमोलॉग सीक्वेंस है अब हम आज के लेक्चर को समराइज करते हैं आज हमने क्या देखा छात्र कंजर्वेशन स्कोर सही कंजर्वेशन स्कोर से तात्पर्य है कि हम होमोलोग सीक्वेंस में एक समान पोजीशन प्राप्त करते हैं यह दो स्टेप में होता है पहला फ्रीक्वेंसी इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं छात्र अनवेटेड वेटेड इंडिपेंडेंट काउंट मेथड जिनके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है इसके अलावा एंट्रॉफी आधारित विधि और वारिएन्स आधारित विधि सम ऑफ़ पेअर विधि के द्वारा आप अलग अलग स्कोर प्राप्त कर सकते हैं इन किसी भी विधि के द्वारा स्कोर ज्ञात किया जा सकता है हमने कौन से अलग ऑनलाइन एल्गोरिदम सोर्स के बारे मेंबात की छात्रAL2CO यह एल्गोरिथ्म कंजर्वेशन के लिए उपयोग किया जाता है इसके लिए कौन सा इनपुट आवश्यक है छात्र मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट इसके अलावा हमने और कौन सा दूसरा प्रोग्राम डिस्कस किया छात्र ConSurf ConSurfके लिए कौन सा इनपुट जरूरी है छात्र पीडीबी आईडी सही इसके अलावा आप अपना सीक्वेंस देकर कर या Consurf से एलाइनमेंट लेकर कंजर्वेशन स्कोर प्राप्त कर सकते हैं अंत में वेरिएबल से लेकर मैक्सिमम कंजर्व तक देखते हैं मिनिमम के लिए 0 या 1 होता है इस तरह आप PDB देख सकते हैं अब अगली क्लास में इसे मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे फाइलओं जेनेटिक ट्री बनाई जा सकती है यदि आपके पास मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट हो और सीक्वेंस कहां तक एक दूसरे से मिल रहे हैं चाहे वह एक या तीन या 1 और 5 या 2 और 3 इस तरह से हो तो वेरीएबिलिटीज के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है हम रेसिड्यूज और उनके सीक्वेंस आपस में मिलते जुलते या क्लोज ली रिलेटेड है कि नहीं देखेंगे Thank you for your kind attentionथैंक यू